आइए अब रेफरेंस सेल मेथड और विशेष रूप से वोल्टेज स्केलिंग प्रकार पर चर्चा करें तो हम इस ब्लॉक डायग्राम टोपोलॉजी को जानते हैं आपके पास PV सेल DC DC कनवर्टर से जुड़ा है आपके पास एक कैपेसिटर है PV सेल के टर्मिनलों पर एक बफर है और फिर लोड R0 है तो यह DC DC कनवर्टर है और हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज Vt और टर्मिनल करंट It है जैसा कि दिखाया गया है फिर आपके पास कंट्रोल इनपुट D और R0 है हम vT एवं iT के बीच कर्व बनाते हैं यह IV कर्व है और यह PV कर्व है अब अधिकतम पावर पॉइंट कहीं यहां और इस क्षेत्र में हो रहा है इसलिए यदि आइसोलेशन बदलता है तो IV करैक्टेरिस्टिक मैं भी बदलाव आता है आप देखेंगे की IV करैक्टेरिस्टिक बदलता है लेकिन अधिकतम पावर कर्व भी बदल जाएगा अधिकतम पावर पॉइंट वैल्यू भी बदलेगी लेकिन यह कुछ निश्चित बैंड के भीतर होगा यह इस तरह निश्चित बैंड के भीतर होगा और हम कह सकते हैं की ज्यादातर अधिकतम पावर पॉइंट अधिकतम पावर ऑपरेटिंग पॉइंट इसी बैंड के भीतर ही इस क्षेत्र में स्थित है तो हम इसे voc पॉइंट कहेंगे और हम इसे अधिकतम पावर वोल्टेज vm कहेंगे तो एक अनुमानित समाधान के रूप में हम कह सकते हैं कि अगर मैं vT पैनल वोल्टेज का चयन जो हमेशा इसी बैंड में रहे जिसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक लोड लाइन है जो यहां इस बैंड में है अगर मेरे पास उस बैंड में लोड लाइनें हैं तो कमोबेश यह अधिकतम पावर प्वाइंट के आसपास ही घूमती रहती है यह वास्तव में अधिकतम पावर पॉइंट पर नहीं हो सकता है लेकिन यह अधिकतम पावर पॉइंट के पास होगा जो कि अभी भी कई एप्लीकेशन में बहुत संतोषजनक है तो हमारे साहित्य ने यह दृष्टिकोण लिया है कि हम एक इंजीनियरिंग अनुमान बनाते हैं हम यह कहते हुए एक धारणा बनाते हैं कि vm voc यानी कि यह वैल्यू डिवाइडेड बाय वोल्टेज एक्सेस पर voc वैल्यू जो कि कांस्टेंट है और अगर आप कहते हैं कि voc लगभग 100 है तो vm लगभग 70 बिंदु पर है बिंदु लेकिन यह करैक्टेरिस्टिक के आधार पर वेरी करेगा एक बार जब आप डेटा शीट से एक विशेष पीवी पैनल चुनते हैं तो आप इस स्थिर वॉल्यू पर पहुंच सकते हैं बता दें कि यह लगभग 07 है इसलिए एक बार जब आप यह धारणा बना लेते हैं तो दिए गए पैनल और जो भी लोड R0 हो को देखते हुए यह अब नियम बन जाता है मैं ड्यूटी साइकिल को इस तरीके से समायोजित करूंगा कि पीवी पैनल से देखी गई लोड लाइन स्लोप की सीमा से होकर गुजरे और इस प्रकार ऑपरेटिंग बिंदु जब पावर कर्व पर एक वर्टिकल नीचे गिरता है तो वह लगभग फ्लैट टॉप पर हिंल के टॉप के पास होगा और आप कह सकते हैं कि कमोबेशअधिकतम पावर ट्रांसफर हो रहा है तो यह धारणा इस वोल्टेज स्केलिंग मेथड का आधार है आइए अब हम देखते हैं कि हम इस वोल्टेज स्केलिंग मेथड को कैसे साकार करते हैं तो इस PV सिस्टम जोकि DC DC कनवर्टर के साथ इंटरफेस्ड है जिसमें d कंट्रोल इनपुट है तो आइए हम देखें कि हम रिफरेन्स सेल वोल्टेज मेथड के उपयोग से अधिकतम पावर प्वाइंट ट्रांसफर प्राप्त करने के लिए DC DC कनवर्टर के इस ड्यूटी साइकिल इनपुट के लिए कंट्रोल सिगनल्स कैसे देंगे आइए अब कंट्रोल ब्लॉक स्कीमा को समझते हैं अब इसके लिए एक रिफरेन्स की आवश्यकता है और अब इस रिफरेन्स की तुलना फीडबैक सिग्नल के साथ की जानी चाहिए इसलिए किसी भी कंट्रोल सिस्टम टोपोलॉजी में आपके पास एक रिफरेन्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है और होगा और एक एरर सिग्नल होगा अब अभी के लिए मैं यह नहीं बताने जा रहा हूं कि यह रिफरेन्स सिग्नल और फीडबैक सिग्नल क्या है इस पर हम बाद में आएंगे लेकिन यह एरर सिग्नल जोकि आपके पास यहां है मैं इसे प्रोसेस कर सकता हूं मैं इसे एक कंट्रोलर के माध्यम से प्रोसेस करूंगा और सबसे मजबूत कंट्रोलर्स में से एक PI कंट्रोलर प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर है इसलिए मैं एक प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर का उपयोग करूंगा PI कंट्रोलर का आउटपुट यह एक DC वैल्यू होगी अब ड्यूटी साइकिल सिग्नलस को प्राप्त करने के लिए इसे टाइम मैं बदलना होगा इसलिए हमें पल्स विथ मॉड्यूलेशन करने की आवश्यकता है इसलिए DC वैल्यू के आधार पर वहां वोल्टेज से टाइम कन्वर्जन की आवश्यकता है तो यह इस तरह का एक कंपैरेटर शामिल करता है और इस कंपैरेटर के लिए दूसरे इनपुट के लिए हम कैरियर सिग्नल एक ट्रायंगुलर कैरियर देंगे

तो vT की वैल्यू बदलती रहेगी और vm तक पहुंचने की कोशिश करेगा ताकि यहां इरर शून्य हो जाए इस कंट्रोलर का काम हमेशा यह देखना है कि यहां इरर शून्य हो जाए यहां इरर शून्य है vT और vm समान होंगे और फिर आपने अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त की है लेकिन vm कैसे प्राप्त करें हम जानते हैं कि vm कैसे प्राप्त करें क्योंकि हम इस नियम को जानते हैं इसलिए हम एक ब्लॉक जोड़ेंगे जिसको हम K कहेंगे और फिर हम इनपुट VOC के रूप में सबमिट करेंगे तो हम voc प्रदान करते हैं K द्वारा गुणा किया जाता है और आपके पास vm है यह रेफरेंस बन जाता है यह आपका रेफरेंस सेक्शन है vT जो मापा जाता है vm के साथ तुलना होती है इरर को इस PI कंट्रोलर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और पल्स विद माड्यूलेटेड सिगनल यहां दिया गया है जो RT को मॉडिफाई करेगा और RT vT को बदल देगा और तब तक vT बदलता रहेगा जब तक यह शून्य नहीं हो जाता ऐसी स्थितियों में vT vm के बराबर है इरर शून्य है तब आपके पास अधिकतम पॉवर पॉइंट ट्रैकिंग है लेकिन यहाँ आपको केवल एक ही समस्या है कि voc कैसे प्राप्त करें हमारे पास voc वैल्यू नहीं है क्योंकि यदि आप इस वोल्टेज को मापते हैं तो यह लोड स्थिति के तहत एक टर्मिनल वोल्टेज है पैनल के चारों तरफ वोल्टेज की अनलोडेड ओपन सर्किट वैल्यू कैसे प्राप्त करें यह पैनल से पैनल बदलता जाएगा यह इंसुलेशन से इन्सुलेशन मैं बदल जाएगा इसलिए voc की इस वैल्यू को कैसे प्राप्त करें एक बार हमारे पास voc है तो हम जानते हैं कि संपूर्ण कंट्रोल स्कीम काम करेगी इस पैनल के बगल में जो लोड को पावर प्रदान कर रहा है हम रेफरेंस सेल नामक एक छोटे सेल को रखेंगे और उस रेफरेंस सेल को ओपन सर्किट रखा जाता है रेफरेंस सेल में कोई लोड जुड़ा हुआ नहीं है तो यह सेल जो PV पैनल के बगल में रखी गई है जहां कहीं भी यह छत पर रखी गई है आप इस रेफरेंस सेल को भी रखें यह एक छोटा सेल है उस तरफ का वोल्टेज हमेशा आपको इस सेल की ओपन सर्किट वैल्यू देता है और हम इस सेल की ओपन सर्किट वैल्यू को वही लेंगे जो इस सेल ने इस सेल को प्रदान किया और यह सेल भी उसी प्रकार का बना है सामान डेट शीट स्पेसिफिकेशन का तो आप रेफरेंस सेल को ऐसे चुनें कि वह उसी निर्माता का हो और फिर आप ओपन सर्किट वोल्टेज प्राप्त करना शुरू करते हैं अब यह ओपन सर्किट वोल्टेज इस स्केलिंग ब्लॉक के इनपुट के रूप में दिया गया है और यह स्केल वैल्यू vm प्रदान करेगा और यह vT को बनाने के लिए यह रेफरेंस बन जाएगा vm तक पहुँचने के प्रयास के लिए और इस प्रकार अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग प्राप्त करेगा तो यह अधिकतम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का वोल्टेज स्केलिंग मेथड रेफरेंस सेल मेथड है